भारत में वास्तव में सर्वप्रथम प्रिंट की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर बंगाल में हुई थी निश्चित रूप से बंगाल वह जगह है जहां अंग्रेजों ने खुद को स्थापित किया था 1911 में कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी और इसलिए हमें यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि प्रिंट ने बंगाल में किस तरह का आकार लिया था प्रक्षेपवक्र क्या थे किस तरह की प्रतिक्रिया इसने उत्पन्न किए लेकिन बंगाल से पहले हमें यह भी देखना होगा कि भारत में वास्तव में पहली प्रिंटिंग मशीन कैसे आती है पहली प्रिंटिंग मशीन वास्तव में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लाई गई थी यह एक दुर्घटना थी क्योंकि वे वास्तव में इसे फारस ले जाना चाहते थे और यह वास्तव में उत्तरी अफ्रीका या उन स्थलों में से एक में जा रहा था और उन दिनों में कोई स्विस नहर नहीं थी और इसलिए छपाई मशीन जिसे जहाज पर ले जाया जाता था गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश में रुक जाती थी और फिर उत्तरी अफ्रीका चली जाती थी और किसी कारण से वह यात्रा गोवा के बाद आगे नहीं बढ़ सकी और छपाई मशीन रह गई और गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश के भीतर स्थापित हो गई और इसका उपयोग जेसुइट्स ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किया था उन्हें पता चला कि वे धार्मिक सीख और शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन वास्तव में यह काफी हद तक मिशनरी आधारित गतिविधि रही देश भर में कुछ प्रिंटिंग प्रेस थे वह बड़े पैमाने पर तटीय क्षेत्रों में थे वर्ष 1800 तक भारत में 2000 से भी कम शीर्षक छपे थे प्रिंट की शुरुआत वास्तव में भारत में 19वीं शताब्दी से हुई 18 वीं शताब्दी के अंत में कुछ गतिविधियां हुई थीं लेकिन यह 19वीं शताब्दी में है जब भारतीय मुद्रण शुरू करते हैं कि प्रिंट और वास्तव में देश के भीतर मुद्रण शुरू हो जाती है इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्पादन करने के लिए मिशनरियों के अलावा अन्य लोगों के लिए प्रिंट का उपयोग किया था आप जानते हैं उन अधिकारियों के पाठ्यपुस्तकों के लिएयह वही अधिकारी हैं जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षित हो रहे थे उन्हें भारतीय भाषाओं को सीखना था और इसलिए भारतीय भाषाओं में प्रिंट पुस्तकों की आवश्यकता थी और इसलिए टाइपफेस का निर्माण हुआ कुछ स्क्रिप्ट में पहले टाइपफेस ने उपमहाद्वीप का उपयोग किया था दोनों आप जानते हैं जैसे बंगला और नागरी लिपि या नाश्तालिक लिपि वे यूरोप के इंग्लैंड में धातु विशेषज्ञों द्वारा उत्पादित किए गए थे भारत में नहीं भारतीय टाइपफेस बहुत बाद में भारत में निर्मित स्क्रिप्ट प्राप्त करना शुरू करते हैं तो यह इस तरह के प्रशिक्षण के कारण है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में किताबों की आवश्यकता थी किताबों की भी आवश्यकता थी मिशनरी अपने काम में लगे रहे और श्रीरामपुर में बैपटिस्ट मिशनरी के बैपटिस्ट मिशन प्रेस ने श्रीरामपुर में प्रेस का उपयोग किया लेकिन प्रिंट की पहुंच भारतीय समाज की गहराई में 19वीं शताब्दी में अच्छी तरह से पर्तआंकी जा सकती है आप जानते हैं यह केवल 19वीं शताब्दी की दूसरी पारी में है कि प्रकाशन उद्योग ने एक स्वदेशी रूप ले लिया क्योंकि एक बात जिसे आपको समझने की आवश्यकता है वह यह है कि यद्यपि यह मिशनरी थे जिन्होंने वास्तव में पाठ का उत्पादन किया था उन्होंने प्रेस की स्थापना की थी लेकिन उन्होंने उन्हें संचालित नहीं किया वे भारतीयों द्वारा संचालित हो रहे थे इसलिए निश्चित रूप से वहां यूरोपीय विशेषज्ञ थे वास्तव में जब हम गोवा में लाए गए पहले प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करते हैं तो केवल प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं आया था बल्कि उस जहाज में तकनीशियनों को भी लाया गया था जो प्रिंटिंग तकनीक में प्रशिक्षित थे और प्रेस को संचालित करने में सक्षम थे लेकिन यह पर्याप्त नहीं था प्रिंटिंग प्रेस के विकास के साथ उन्हें अधिक से अधिक लोगों की जरूरत थी जो भारत के भीतर प्रेस संचालित करने में सक्षम हो सके और इसलिए भारतीयों को प्रशिक्षित किया गया और वे पहले प्रिंटर थे स्वदेशी प्रिंटर थे जो पुरानी प्रिंटिंग मशीनें खरीदते थे और फिर इसका उपयोग प्रिंट करने और एक उद्योग बनाने अपने लिए एक बाजार बनाने के लिए करते थे और जैसे जैसे मुद्रण उद्योग बढ़ता गया आप जानते हैं उपनिवेशवाद की एक विशेषता यह थी कि उपनिवेशवाद को भूमि पर नियंत्रण करने की आवश्यकता थी और इस उपमहाद्वीप पर शासन करते समय अंग्रेजों ने एक काम किया था वह था सर्वेक्षण बनाना इसलिए तब आपके पास भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण था आपके पास भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण था आप जानते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण बनाए गए विभिन्न मानचित्र तैयार किए गए इतिहास लिखे गए क्योंकि भारतीय हमेशा यह जानना चाहते थे कि किस तरह के लोग होते हैं उनकी संस्कृतियाँ क्या हैं वे क्या खाते हैं हमेशा से इस पूरी प्रक्रिया में उनका शोषण और शासन करने में सक्षम होने के लिए औपनिवेशिक मिशनरी कोई भी प्रशासनिक मिशनरी हमेशा यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है ताकि हस्तक्षेप करने के लिए नीतियों को तैयार कर सके यह आधुनिक राज्य के लिए भी सच है मेरा मतलब है कि बजट से पहले उसके पिछले दिन वित्त मंत्री हस्तक्षेप की योजना नीतिगत स्तर पर नीति की योजना पेश करने से पहले अर्थशास्त्र सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं यह समझाने के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है इसलिए इस विशेष मामले में भी आप जानते हैं कि जब एक बड़ा उद्योग होता है और यह उद्योग एक मुद्रण उद्योग जितना बड़ा होता है और यूरोप के संदर्भ में हमने देखा कि प्रिंट कितना महत्वपूर्ण था वह एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक उपकरण था और इसलिए अंग्रेजों के लिए यह भी जानने की जरूरत थी कि भारतीय किस तरह की चीजें लिख रहे थे और किस तरह की चीजें बाजार में प्रसारित हो रही थी क्या उसमें अंग्रेजों के बारे में कुछ था किस तरह की विचार प्रक्रियाएं थीं लेकिन वास्तव में भारतीयों द्वारा मुद्रित पुस्तकों पर इस तरह का रिकॉर्ड भारत में मुद्रण उद्योग के साथ शुरू नहीं हुआ था यह 1850 के दशक के उस समय में मुटिनी के बाद या मुटिनी के आसपास की बात है जब भारतीयों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के रिकॉर्ड रखने का पहला इतिहास शुरू हुआ लेकिन यह इन अभिलेखों के आधार पर है कि हम वास्तव में यह समझने में सक्षम हैं कि किस प्रकार की आकृति थी किस तरह के ग्रंथ मुद्रित हो रहे थे और यह क्या था जो भारतीय पढ़ रहे थे किस तरह का नेतृत्व था पुस्तक बाजार किस तरह का था यह कैसे संचालित होता था ये ऐसे विवरण हैं जो हमें औपनिवेशिक रिकॉर्ड के माध्यम से ही पता चलते हैं वास्तव में लोगों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक स्रोत बन जाता है इसलिए यदि हम इनमें से कुछ स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि आप प्रति वर्ष में पुस्तकों की औसत संख्या को देखते हैं तो हम उन पुस्तकों को पाते हैं जो प्रति वर्ष निर्मित होते थे ये कुल संख्याएँ हैं मुद्रित संस्करण के जो उपलब्ध थे प्रिंट के संस्करण जो उपलब्ध थे बाईं ओर आप पाते हैं कि ये तीन चरणों के बीच तीन रिपोर्ट में मैप किए गए हैं 1801 से 1817 के बीच 1818 से 1843 के बीच और 1844 से 1842 के बीच 52 इसलिए अगर हम मैप करते हैं क्योंकि जब मुद्रित रिकॉर्ड होगा तब हम कुछ समझ सकते हैं कि यह कब मुद्रित हुए तो यह सब मैप करना और इसे ट्रेस करना संभव है हम पाते हैं कि अब तक सबसे बड़ी संख्या में पुस्तकें शास्त्रों और पुराणों से संबंधित थीं जबकि आप जानते हैं आपके पास और फिर उसके बाद है वैदिक कृतियां जो वेदों से आते हैं और वैसी ही है तीसरी पंक्ति जो है ईसाई मिशनरियों द्वारा काम की गई ईसाई पुस्तकों की इसलिए भारतीय बाजार के भीतर हम पाते हैं कि शास्त्रों और पौराणिक कार्यों और धार्मिक कार्यों में कहीं अधिक रुचि है और मध्य श्रेणी की ओर हम इनमें से कुछ कार्यों को देखते हैं जो इतिहास और कानून और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित हैं और कल्पना एक बहुत कम श्रेणी में आते हैं कथा और जीवनी और भूगोल ये कुछ छोटे विषय हैं इसलिए प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की कुल संख्या के संदर्भ में हम पाते हैं कि वास्तव में शास्त्र और पुराण एक बड़े स्तर पर बाजार में हैं इसलिए अगर साल दर साल हम देख सकते हैं कि हरे रंग की रेखा वास्तव में इस सर्वेक्षण के अंतिम दशक को दर्शाती है लेकिन अगर हम प्रकाशन के भीतर पुस्तकों की प्रत्येक श्रेणी के हिस्से को देखें पिछली स्लाइड वह थी जो निरपेक्ष संख्या से संबंधित थी लेकिन अगर हम उस हिस्से पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि वास्तव में शास्त्रों और पुराणों की संख्या में कमी हुई है वे अभी भी हरे रंग की रेखा के रूप में बनी हुई है जिससे पता चलता है कि वह अभी भी उच्चतम है जैसा कि यह दिखाता है लेकिन यह सिर्फ संख्या के संदर्भ में है क्योंकि पिछली स्लाइड में यदि आप पूर्ण संख्याओं को देखते हैं तो नीली रेखाएं बहुत छोटी हैं नीली पट्टियाँ बहुत छोटी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं जबकि भीतर ऐसा है कि यह दिखाई देता है लेकिन जैसा कि हरे रंग की पट्टियाँ जो कि अंतिम दशक को दर्शाती हैं जो कि 44 से 52 होती हैं जैसे जैसे वे बढ़ती हैं हमें पाठक का वास्तविक अनुपात का पता लगता है जो कि है धर्मग्रंथों और पुराणों को पढ़ना जो निरपेक्ष संख्या में दर्शाई गई है बाजार अभी भी संतृप्त है इसलिए हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के पहले भाग में जब प्रिंट पहली बार आता है तो यह धार्मिक ग्रंथ है जो पहली बार छपा है आप जानते हैं पौराणिक कथाएं पौराणिक साहित्य और वह काम जो शास्त्रों से संबंधित थे मुख्य रूप से पांडुलिपि की दुनिया से चीजों को मुद्रित दुनिया में स्थानांतरित करना और यह वास्तव में उसके समान है जो कुछ भी यूरोप में देखा गया है जहां पहले प्रिंट की शुरुआत हुई थी उसके बाद बाइबिल पहला पाठ था जो गुटेनबर्ग द्वारा प्रकाशित किया गया था लेकिन एक बार जब बाजार संतृप्त हो जाता है और एक बार प्रिंट की क्षमता के बारे में वास्तव में पता चलता है तब हम पाते हैं कि प्रकाशन की अन्य विधाएं वास्तव में अधिग्रहण कर लेती हैं तो अब आप पाते हैं कि विकास वास्तव में शब्दकोशों और व्याकरण के रूप में निहित है और आपके पास कविता और उपन्यास भी हैं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे ही हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चलते हैं हमें अधिक मूल निर्माण कार्य मिलते हैं इसलिए दो तरह के काम थे जो बहुत पहले ही छप गए एक पांडुलिपि की दुनिया से था जो ग्रंथ पहले से ही पांडुलिपि परिसंचरण में या मौखिक परिसंचरण में थे मुख्य रूप से पांडुलिपि परिसंचरण में थे या ग्रंथ यूरोपीय ग्रंथ जिसका अनुवाद या तो पाठ्य पुस्तकों के रूप में किया गया या पढ़ने के लिए आप जानते हैं उपन्यास और अन्य चीजें या नाटक बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया गया बहुत सारी कहानियां बंगला और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित और मुद्रित की गईं तो ये पहली तरह की चीजें थीं जो प्रिंट में हुईं और यह यूरोप में भी हुईं देसी प्रेस में लैटिनऔर ग्रीक के ग्रंथ होते थे जिनका अनुवाद किया जाता था और यह पहली ऐसी चीज़ थी जो छपी थी यह तब जब प्रिंट संस्कृति अधिग्रहण कर लेती है लोग लिखना शुरू करते हैं लेखक प्रेस के लिए लिखना शुरू करते हैं मुद्रण के लिए ऐसा तब हुआ जब मूल निर्माण कार्य आया जो वास्तव में 1840 और 1850 के आसपास हुआ था यह ठीक उसी समय है जब यूरोपीय लोग शुरू करते हैं वे इस स्वदेशी उद्योग पर नज़र रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं अगर हम देखें तो आप जानते हैं उदाहरण के लिए एक विशेष प्रेस को लेते हैं सुधासिन्दु प्रेस और 1857 में इसके उत्पादन की जानकारी से हम प्रिंट रन की कुल संख्या पाते हैं हम पाते हैं कि विशाल संख्या में गहरे नीले रंग की स्लाइड है जो महाकाव्य के अर्क हैं जो महाकाव्य से ली गई कहानियां थीं और जो बेहद लोकप्रिय थीं उसके बाद सबसे अधिक संख्या है पौरणिक साहित्य की और उसके बाद पीले रंग में पंचांग की पंचांग घटनाओं की ज्योतिषीय गणना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न जीवन चक्रों समारोहों और अन्य प्रकार की चीजों का निर्धारण पंचांग द्वारा किया जाता था इसलिए पंचांगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसलिए वे तीन खंड वास्तव में धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा हैं जो बहुसंख्यक में मुद्रित हो रहे थे हरे रंग में आपके पास मुसल्मानी बंगला ग्रंथ हैं जो मूल में भी धार्मिक थे लेकिन मुसलमानों के संबंध में धार्मिक थे जिसकी संख्या काफी कम थी लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण थी यदि आप चारों को एक साथ रखते हैं तो अधिक से अधिक धार्मिक आधार वाले धार्मिक ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है और फिर आपके पास वह भूरा हिस्सा है जो कि स्वदेशी औषधि के 4000 खंड हैं वह पुस्तकें स्वदेशी औषधि पर आधारित थी जिनका निर्माण होता था तो यह आपको उस तरह की किताबों की एक तस्वीर दिखाता है जो लोग मुद्रित करते थे और जो उस समय लोग बंगाल में कलकत्ता में पढ़ रहे थे और ये पुस्तकें केवल कलकत्ता तक ही सीमित नहीं थीं वे बेशक पूर्वी भारत में पहुंचाई जाती थीं जहाँ भी लोग बंगला में पढ़ सकते थे अब यदि हम बंगाली शीर्षकों को देखते हैं जो 1865 में बिक्री के लिए उपलब्ध थे हम पाते हैं कि 1865 तक पिछली स्लाइड्स जिन्हें हमने 1850 के दशक में देखा था 1865 तक आपके पास किताबों की भारी संख्या है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गद्य कथाओं के हैं इसलिए अब बंगला में मूल काम का उत्पादन किया जा रहा था और उन्हें बड़ी संख्या में लोग पढ़ रहे थे साक्षरता भी बढ़ गई थी अब तक स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया था और ठीक बाएं हाथ की ओर सबसे छोटी पट्टी ईसाई साहित्य की है तो निश्चित रूप से केवल मिशनरी गतिविधि ही है जो यह ईसाई साहित्य चला रहा है जो बहुत छोटा है और कहीं बीच में आपको शास्त्र और पुराण मिलते हैं यदि मैं इंगित कर सकता हूं और इससे आगे कुछ बड़ी पट्टियाँ कविताओं के हैं स्कूली पाठ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कानूनी लीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन अंत में तीन बड़े स्तंभ पाठकों के हैं जो दर्शाता है कि लोग पढ़ रहे हैं साक्षरता बढ़ी है और अब नाटक है और गद्य कथा है तो ये साहित्य प्रिंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री बन जाते हैं और यह आगे भी अनुमानित है यदि आप कुछ और डेटा 1880 के दशक में देखते हैं यदि आपको अनुवादित कार्यों की कुल संख्या मिलती है तो उस वर्ष अनुवाद में काम सिर्फ 172 हैं जबकि मूल बंगाली शीर्षक 979 हैं जो कहीं अधिक है लेकिन अगर आप 50 साल पहले की 19वीं शताब्दी के शुरुआती हिस्से की तस्वीर को देखते हैं तो ज्यादातर साहित्य या तो वे होंगे जो शास्त्रों के स्रोतों से उत्पन्न होते हैं पांडुलिपि स्रोतों से या बंगला से अंग्रेजी में अनुवादित होते हैं लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक वास्तव में मूल बंगाल खिताबों की संख्या जो कलकत्ता से उत्पन्न हो रही थी कलकत्ता के विभिन्न प्रेसों की संख्या कहीं अधिक है इस प्रकार प्रिंट का आना वास्तव में उस समय के आसपास आकार लेता है अब अगर आप साल 1900 में भारत कार्यालय पुस्तकालय के संग्रह को देखते हैं तो यहां 1900 से पहले की कई दशकों की किताबों का विवरण होगा इसलिए 19वीं शताब्दी के लगभग बाद के हिस्से को अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो संग्रह का 55 प्रतिशत हिस्सा साहित्य का है और उपखंड की श्रेणी में साहित्य की श्रेणी में हमें लगता है कि नाटक 1839 प्रतिशत है कविता 2089 प्रतिशत है गद्य 1014 प्रतिशत है और कोई भी अन्य रूपों के साहित्य के बारे में 5 प्रतिशत है तो कुल मिलाकर साहित्य वास्तव में वह है जो पूरी तरह से मुद्रित हो रहा है अन्य श्रेणियों में से कुछ क्या थे धर्मशास्त्र धार्मिक पुस्तकें हैं जो 22 प्रतिशत धर्म पर आधारित हैं कला और विज्ञान लगभग 12 प्रतिशत और स्कूल ग्रंथ लगभग 12 प्रतिशत हैं यह वे हैं जो या तो स्कूल बुक सोसायटी या जो सरकारी एजेंसी है या वैकल्पिक शिक्षा के लिए विभिन्न स्वदेशी प्रिंटर और प्रकाशकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह का साहित्य उपलब्ध था अगर हम साहित्य के भीतर देखें तो पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या थीं जो लोगों द्वारा पढ़ी जा रही थीं लोग अपराध कथाएँ ज्योतिष जादू आकर्षण कहावत राक्षसों की कथाएँ पढ़ते थे और इसके उत्पादन में वृद्धि और बिक्री ने वास्तव में पुस्तकों की कीमत कम कर दी इतनी सस्ती किताबें जो लोग पढ़ रहे थे वह बन रही थी साक्षरता बढ़ रही थी और इस वजह से पुस्तक बाजार और पाठक वर्ग के आकार में बढ़त हुई और जब बहुत सारे विचारों को प्रसारित किया जा रहा था तो सरकार को वास्तव में एक नज़र रखने की ज़रूरत थी कि वास्तव में उस स्थान पर क्या हो रहा था क्या कोई खतरा था सरकार को या नहीं और यह कुछ ऐसा था जो के 19वीं शताब्दी के अगले हिस्से में सर्वेक्षणों के माध्यम से होता था एक पल के लिए बंगाल में क्या हो रहा था यह समझने के लिए चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से प्रांतों में पुस्तक उत्पादन हो रहे थे और हमने इसके लिए दो विशेष साल आलेखित किए हैं 1878 को नीले रंग में और 1898 को लाल रंग में तो आपके पास बंगाल है आपके पास उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध हैं अवध आप जानते हैं वह क्षेत्र है जिसमें है हरियाणा और उत्तर प्रदेश आपके पास मद्रास है जो भारत का दक्षिणी भाग है जिसमें निश्चित रूप से आधुनिक दिन के कर्नाटक केरल शामिल हैं और आप जानते हैं केरल के कुछ हिस्से थे और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से थे पर हैदराबाद को छोड़कर जो एक रियासत थी और आपके पास बंबई था बंबई जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों को मिलाकर है तो यह आप ब्रिटिश प्रांतों की भौगोलिक स्थितियों में देख सकते हैं लेकिन अगर हम उन आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि बंगाल अन्य प्रांतों से आगे है और दूसरा महत्वपूर्ण अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत है और यह क्षेत्र इसका हर क्षेत्र वास्तव में बॉम्बे प्रांत के अलावा वास्तव में प्रकाशनों में वृद्धि दर्ज करता है अब हमने ध्यान दिया था कि पंचांग प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण प्रकार था हमने उस स्लाइड में देखा कि पंचांग जो पीले रंग की थी वह वास्तव में दूसरे नंबर पर थीं जो मुद्रित पुस्तकों की संख्या के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रकाशित हो रही थीं और परिचालित हो रही थीं इसलिए हमें जरूरत है कि हम पंचांग को और करीब से देखें इसलिए 1867 में या बंगला में पंचांग को पेंजिका कहा जाता था या यह मूल रूप से विभिन्न ज्योतिषीय गणनाओं का एक रिकॉर्ड है जिसके आधार पर विभिन्न समारोह जीवन चक्र विवाह पहली वृद्धि समारोह और अन्य तरह की चीजें या यहां तक कि घर खरीदना या विभिन्न व्यावसायिक निर्णय इन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर लिए जाते थे इससे पहले लोगों को निश्चित रूप से पंडित की आवश्यकता होती थी ताकि वे यह कहने में सक्षम हों कि किस विशेष दिन या समय में इन समारोहों को करना चाहिए लेकिन अब मुद्रित मात्रा के साथ यह एक घरेलू ज्ञान बन गया है और हर घर अपने संग्रह के भीतर एक पंचांग रखना चाहते हैं और हर साल नया साल शुरू होने पर एक नया पंचांग छप जाता है तो 1867 68 में सिर्फ एक विचार देने के लिए इस पेंजिका के 22 संस्करण थे जो विभिन्न निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किए गए थे वे अपने व्याख्या या प्रस्तुतियों में संस्करण और जानकारी में भिन्न होते थे 22 अलग अलग संस्करण और 170000 से अधिक प्रतियां छापी गईं कलकत्ता में और निश्चित रूप से वे पूरे बंगाल प्रांत में प्रसारित हुए पर बंगाल प्रांत के बाहर नहीं और इस तरह पंचांग की वृद्धि हुई कि मिशनरियों को यह महसूस हुआ कि उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और उन्होंने ट्रैक सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुकाबला करने की कोशिश की उन्होंने कुछ मिशनरियों के साथ मिलकर कोशिश की उन्होंने एक ईसाई पंचांग जारी करके देशी पंचांगों के प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन यह अच्छी तरह से नहीं बिका इसके बहुत सारे खरीदार नहीं थे इसलिए रेवरेंड जेम्स लोंग जो उस समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आप जानते हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रसारित की गई ग्रंथों का सर्वेक्षण करने या बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने पंचांग पर यह कहा कि बंगाली वर्ष की शुरुआत में कलकत्ता के मूल पंचांग विक्रेताओं के लिए एक व्यस्त मौसम होता था बुक हॉकर्स को प्रिंटिंग प्रेसों से पंचांग जारी करते हुए देखा जा सकता है तब प्रिंटिंग प्रेस पंचांग के भंडार से भरे होते थे जो कि वे दूर दूर तक ले जाते थे जिसमें वे कम दर पर 80 पन्नों को एक आना के लिए बेचते थे बंगाली पंचांग बंगालियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि उनका पान या हुक्का इसलिए यह महत्वपूर्ण है इसलिए यह लगभग एक घरेलू वस्तु बन जाता है और यह छवि जो आप देखते हैं वह चितपुर रोड की एक छवि है जिस स्थान पर बड़ी संख्या में ये प्रेस स्थित थे स्थापित किए गए थे और 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाली जनता के क्षेत्र को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रिंट प्रचलन कैसे हुआ इसके बारे में कुछ अन्य रोचक बातें हुईं अब ये संचलन आंकड़े हमें उन पुस्तकों की कुल संख्या का बोध करा सकते हैं जो मुद्रित और वितरित की गई थीं लेकिन उन्होंने वास्तव में हमें इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं कराया कि इस पुस्तक से कितने लोग प्रभावित थे क्योंकि हालांकि प्रिंट मुख्य रूप से मौखिक संस्कृति के लिए बंगाल में आया था और मूक पढ़ना एक दुर्लभ अभ्यास था और लोगों ने चुपचाप पढ़ना शुरू नहीं किया था विशिष्ट अभ्यास यह होता था कि कोई साक्षर व्यक्ति किसी पांडुलिपि से बड़े लोगों के समूह में पढ़ता था जो कार्य स्थान या बाजार या धार्मिक स्थान होते थे आप जानते हैं मंदिर और अन्य स्थानों को आप जानते हैं जो वे कहते हैं चुंडिताला और इसलिए यह परंपरा आधुनिक भारत में समाचार पत्रों को पढ़ने वाले लोगों या रेडियो के आसपास इकट्ठा होने वाले लोगों के रूप में जारी रही और इस तरह बड़ी संख्या में लोग इन कहानियों को सुना करते थे आप जानते हैं वास्तव में कुछ एक बार फिर यदि आप कुछ पर्यवेक्षकों को देखते हैं जो अक्सर कहते हैं कलकत्ता के शहर में एक पर्यवेक्षक राहगीर देख सकता है कि यहां के निवासियों का बहुत बड़ा भीड़ लगा है एक दर्जी या देशी ग्रॉसर्स की एक बड़ी दुकान पर जहां पर लोग एक आदमी को मुसलमानी बंगाली में कहानी पढ़ते हुए सुनते हैं जिसमें लेखा परीक्षक सबसे अधिक जीवंत रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं जबकि भीड़ अत्यंत सजगता और व्यवस्था का पालन करती है और किसी भी रुकावट के प्रति नाराजगी जताती है और पाठक को सीखने की एक विलक्षणता के रूप में देखा जाता है एकमात्र उपहार उनके लिए शायद यह था कि उन्हें वर्णमाला और पढ़ने के शब्दों और पढ़ने के प्रवाह का ज्ञान है जो हमेशा तेज विनोदी और संगीतमय है तो यह एक ताल में पढ़ा जाता था और यह उस तरह का दृश्य था जहां लोग किताबों को जानने में हिस्सा लेते थे पाठकों की वास्तविक संख्या की तुलना में यह एक बड़ा समूह था एक विशेष दुनिया तो इस तरह की साझा रीडिंग होती थी इसलिए आपके पास पुस्तकालय नहीं थे जो उस तरह की लाइब्रेरी संस्कृति है जो यूरोप में विकसित होती थी लेकिन आपके पास इस तरह के संस्कृति को पढ़ने समूहों में पढ़ने की एक ऐसी संस्कृति थी जो वास्तव में उन पुस्तकों के मुद्रित संस्करणों के प्रभाव को बढ़ाती थी जो उस समय बंगाल में पैदा हो रही थीं अब मैं किताबों की रिकॉर्डिंग के लिए औपनिवेशिक आवश्यकता के बारे में बात कर रहा था क्योंकि यह 1950 के दशक के बारे में था आप जानते हैं कि इस असहज भावना को महसूस किया गया था इससे पहले कि उत्परिवर्तन वास्तव में एक बड़े गतिविधि की संभावना पर जोर देता जो हो रहा था बंगाली प्रिंटिंग उद्योग और अशांति की संभावना बहुत ही दिलचस्प तरीके से छावनी क्षेत्रों के अलावा बंगाल बड़ा और एक गैर प्रतिभागी था बंगाली काफी हद तक गैर प्रतिभागी थे आपने मंगल पांडे और उनकी टुकड़ी की कहानी सुनी होगी लेकिन इसके अलावा बंगालियों के बीच विद्रोह का बहुत अधिक प्रभाव नहीं था फिर भी अंग्रेजों ने महसूस किया कि यूरोपीय लोगों को लगा कि इन प्रकाशनों के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने की अधिक आवश्यकता है इसलिए रवरेंड जेम्स लॉन्ग ने कई रिपोर्ट या कैटलॉग या वर्णनात्मक पुस्तकों और पैम्फलेट्स की वर्णनात्मक सूची को एक साथ रखने में अग्रणी भूमिका निभाई 1818 से 1867 की अवधि तक हमने देखा कि उन रेखांकन को पहले उनके रिकॉर्ड से निर्मित किया गया था और उन्होंने इन रिकॉर्डों को तैयार किया और औपनिवेशिक सरकार को प्रस्तुत किया मूल रूप से इस विशेष अभ्यास का उद्देश्य हिंदू शिष्टाचार और रीति रिवाजों या विचारों के तरीकों से परिचित होना था क्योंकि लोकप्रिय साहित्य लोकप्रिय मन की स्थिति का एक सूचकांक है और यदि आप लोगों पर शासन करना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि वे क्या सोच रहे हैं और यह समझने का तरीका यह है कि लोग जो पढ़ रहे हैं उसका रिकॉर्ड बनाए रखें और इसलिए क्या प्रकाशित हो रहा है और किस संख्या में किसके द्वारा किस प्रकार की प्रेस से और अन्य प्रकार की चीजों का रिकॉर्ड बनाए रखना है इसलिए 1856 में सरकार के सचिवों ने निर्देश दिया कि कलकत्ता के मूल प्रेस द्वारा प्रकाशित मूल बंगाली में प्रत्येक विवरण के प्रत्येक कार्य की एक प्रति तैयार संदर्भ के लिए लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी को भेजी जाए ध्यान दें कि वह विभिन्न कानून और नीतियां जो भारत पर शासन करती थीं वे ब्रिटिश संसद के माध्यम से तब आकार लेने लगीं क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनियों के फरमान को समाप्त कर दिया गया और क्राउन ने भारतीय साम्राज्य मेें भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन पर अधिकार कर लिया और इसलिए तैयार संदर्भ के लिए इन पुस्तकों को इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जमा किया जाना था और इसलिए अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के भीतर एक सेक्शन है इतिहासकारों और अन्य शिक्षाविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है यदि वे किसी भी तरह से औपनिवेशिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं इसलिए जो कि प्रशासनिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्रोत था आज शिक्षाविदों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेखीय संसाधन बन गया है और 1867 में उन्होंने पूर्व में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पारित किया और एक्ट ने अपना उद्देश्य घोषित किया कि वह प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करेगा ताकि ब्रिटिश भारत में छपी किताबों की प्रतियों का संरक्षण हो सके और ऐसी पुस्तकों का पंजीकरण हो पाए अब इसलिए प्रिंटरों को वास्तव में आने और पुस्तकों को पंजीकृत करने और कॉपी जमा करने की आवश्यकता थी इसलिए जो प्रोत्साहन दिया गया था वह यह था कि उसे कॉपीराइट प्रदान किया जाएगा अब जो हम यहां बहुत दिलचस्प तरीके से देखते हैं वह यह है कि फिर से नियंत्रण या निगरानी और कॉपीराइट के बाजार प्रोत्साहन के लिए प्रशासनिक आवश्यकता की जरूरत थी हमने देखा है कि यूरोपीय डोमेन में जब हम और जो हम देखते हैं वह भारतीय संदर्भ में भी है बंगाली संदर्भ में भी है कि पुस्तकों का पंजीकरण यूरोपीय सरकार के लिए ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है ताकि ब्रिटिश सरकार वास्तव में इस बात पर ध्यान दें कि किस प्रकार के उपकरण की देखरेख करनी चाहिए किस तरह का साहित्य तैयार होता है और भारतीयों के बीच किस तरह के साहित्य पढ़े और प्रसारित किए जाते हैं लेकिन उस रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए वे उस विशेष प्रिंटर को कॉपीराइट देने का आर्थिक प्रोत्साहन देते थे लेकिन यह भी महसूस किया गया कि लगभग 25 प्रतिशत की आक्रमण दर थी 25 प्रतिशत प्रकाशकों ने पंजीकरण करने की जहमत नहीं उठाई और इसलिए वे वास्तव में कॉपीराइट के किसी भी कानूनी संरक्षण को विभिन्न कारणों से नहीं चाहते थे या तो वे अज्ञान थे उस कानून के बारे में या वे ऐसी किताबें छाप रहे थे जो कि राजनीतिक रूप से खतरनाक थीं और साथ ही यह भी हो सकता है कि वे खुद ही पायरेटिंग कर रहे थे और इसलिए वे प्रतियां जमा नहीं करते थे या उनके पास कॉपीराइट उल्लंघन के खतरे को कम करने के अन्य तंत्र थे कॉपीराइट वास्तव में इस देश के भीतर उस समय अस्तित्व में आता है इसके बाद आपके पास बंगाल लाइब्रेरी कैटलॉग थी लगभग 1905 तक कमीशन कैटलॉग जो इन किताबों से तैयार करना था जो रजिस्ट्रार को सौंपी गई थी और प्रत्येक वॉल्यूम में लगभग 100 पृष्ठ थे और थी एक दर्ज वर्गीकरण ताकि इन तालिकाओं में विभिन्न स्तंभ बन सके जिनके अंतर्गत पुस्तक के लेखक प्रकाशक मुद्रक कितने पृष्ठ थे इसके विस्तृत आंकड़े थे और पुस्तक के समग्र विषय और विभिन्न अन्य प्रकार के बारे में भी विवरण थे जैसे कि किस तरह के कागज का उपयोग किया गया होगा वहां किस प्रकार का प्रिंट चलता था इसलिए इन सभी विस्तृत आंकड़ों को कैटलॉग d में होना चाहिए और इस कैटलॉग s को प्रिंट किया जाता था और इसलिए उस कैटलॉग के प्रत्येक वॉल्यूम में लगभग 100 पृष्ठ थे और औपनिवेशिक रिकॉर्ड के लिए लगभग 40 वर्षों तक प्रकाशित किया गया था 1871 में उस विशेष कैटलॉग में एक स्तंभ जोड़ा गया था जो टिप्पणियों के लिए था जो गुणवत्ता पर ध्यान दे सकता था वे अच्छे प्रकाशनों की प्रशंसा भी कर सकते थे और निश्चित रूप से खतरे के संकेतों के लिए बाहर देखते थे यह एक तरह का सार है जिसे प्रकाशित किया जाता था जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कुछ अधिकारी जिन्हें पढ़ने का निर्देश दिया गया था और ज्यादातर मामलों में यह एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो पढ़ते थे और जिन्हें शाब्दिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था और इसे नोट करते और नोट करके अपनी टिप्पणी देते थे कि यह किस तरह का साहित्य है जिसका उत्पादन किया गया है तो यह व्यवस्थापक के अवलोकन के लिए था ताकि वह पता लगा सके और हिसाब कर सके कि बड़े पैमाने पर भारतीय आबादी के भीतर किस तरह के विचारों को प्रसारित किया जा रहा है इसलिए इन टिप्पणियों इन कैटलॉग इन सर्वेक्षणों पुस्तक प्रकाशन को ट्रैक करने के इन विभिन्न तरीकों ने बंगला साहित्य में असंतोष के संकेतों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और रिपोर्टों ने राष्ट्रवाद गीतों के बारे में संकेत दिया जो विदेशी शोषण की निंदा करते थे या वे प्राचीन समय के खोए हुए गौरव का उल्लेख करते थे या वह अंग्रेजों पर व्यंग्य होते थे या हो सकते थे कुलीन बंगाली वर्गों पर व्यंग्य जो अंग्रेजों के निकट संपर्क में थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी राष्ट्रवाद को कई अन्य विषयों धार्मिक और व्यंग्य और अन्य प्रकार के विषयों के बीच एक विषय के रूप में माना जाता था लेकिन यह वास्तव में तब शुरू हुआ जब बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई जब वास्तव में तर्कहीन आंदोलन की शुरुआत हुई राष्ट्रवादी भावना फैलने लगी और वास्तव में 20वीं शताब्दी के शुरुआती हिस्से में बंगाल के भीतर आतंकवाद का विकास हुआ और तब ब्रिटिश सेंसर ने प्रिंट की सेंसरशिप शुरू की तो तब तक यह सिर्फ विषयों में से एक के रूप में नोट किया गया था वे इसे करीब से देख रहे थे लेकिन कभी भी उन्हें खतरा महसूस नहीं हुआ और उस समय तक औपनिवेशिक सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तव में उमंग का समय था जब वह अधिक शक्तिशाली था आप इस विचार को जानते हैं कि सूर्य कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य पर अस्त नहीं होता है अर्थात यह महसूस किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का उत्तराधिकार यह एक स्थायी प्रणाली है अन्य 50 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा था कि यह साम्राज्य खत्म हो जाएगा इसलिए और भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं था और यह 1930 के दशक तक नहीं था कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आह्वान करें उस तरह का विश्वदृष्टि वास्तव में नहीं था कांग्रेस 19वीं शताब्दी के अंत तक सिर्फ बन रही थी तो चलिए अब हम उन लोगों को देखते हैं जो इन प्रेसों की देखरेख में थे कलकत्ता में इन प्रेसों को चलाने वाले कौन थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये विस्थापित मुंशी थे क्योंकि वे वही थे जो बना रहे थे जो पवित्र शास्त्र की छपाई और पांडुलिपियों से विभिन्न पौराणिक कहानियों के माध्यम से पहले मुद्रित ग्रंथों के निर्माण में मदद कर रहे थे इसलिए कलकत्ता में बेहतर अवसरों की तलाश में बहुत सारे विस्थापित मुंशी मुख्य रूप से उच्च जाति के ब्राहमणों और कायस्थों से संबंधित लोग शहरीकरण प्राप्त करने लगे बाद में 19वीं शताब्दी में आपके पास ये प्रेस मुख्य रूप से निम्न जातियों के कारीगरों द्वारा चलाए जा रहे थे और यह उस रेखांकन से मेल खाती थी जिसे हमने पहले 19वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में देखा था कि वास्तव में शास्त्रों और पुराणों की संख्या बहुत अधिक थी जबकि बाद में यह अन्य प्रकार की कहानियाँ और कल्पनाएँ हैं जो बहुत अधिक बताई जाने लगीं बहुत अधिक मुद्रित होने लगीं इसलिए बाद में 19वीं शताब्दी में निम्न जाति समूह थे जैसे कि आप कुछ नामों को जानते हैं जो हैं लाहा नृत्यलाल शील और गौरीचरण पाल और तिनकरी विश्वास तो ये महत्वपूर्ण प्रिंटर थे जो बाद के 19वीं शताब्दी में आए थे इसलिए तर्क यह है कि बंगाली प्रेस की बागडोर बंगाली प्रेस पर नियंत्रण इन प्रेसों को चलाने वाले जिन्होंने तय किया कि क्या छपता है क्या प्रसारित होता है लगभग प्रमुख जाति या वर्ग समूहों के हाथों में नहीं था एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमें समझने की आवश्यकता है वह यह है कि जब हम उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं तो हम इस तथ्य के बारे में बात करते हैं कि उपनिवेशवाद ने विभिन्न वर्ग उत्पादन किए थे जो शिक्षित हुए मुख्य रूप से पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों शैक्षिक कॉलेजों विश्वविद्यालयों और स्कूलों के माध्यम से वे बंगाली समूहों के भीतर कुलीन बन गए और ये मुख्य रूप से अधिक कुलीन जाति समूह थे जिन्होंने पहली बार इस तरह की शिक्षा ली थी पश्चिमी शिक्षा और उन्होंने गठन किया था जिसे आमतौर पर भद्रलोक कहा जाता है जो एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है सज्जन जेंटिल आबादी के लिए जबकि बाकी की आबादी निम्न जाति समूहों और अन्य लोगों से है ऐसा नहीं है कि उच्च जाति समूहों के सभी लोग भद्रलोक आबादी का हिस्सा थे लेकिन भद्रलोक आबादी के हाशिये के भीतर वे वहां मौजूद थे तो उस समय कलकत्ता और बंगाल की बड़ी आबादी भद्रलोक आबादी की थी और यह माना जाएगा कि वे भद्रलोक थे क्योंकि वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के भीतर शिक्षित थे वे उपनिवेशवादी के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे और वे उपनिवेशवादी पर अधिक निर्भर होते थे इसलिए वे कॉलोनाइज़र के साथ एक तरह का विरोधाभास और समझौतावादी रिश्ता साझा करते थे लेकिन भद्रलोक भी अभिजात वर्ग भी अन्य वर्गों से खुद को अलग करने की कोशिश करते थे और अंग्रेजों को साबित करने की कोशिश करते थे ताकि अंग्रेजों से उन्हें बेहतर और अधिक एहसान मिल सके उस तरह का संबंध था लेकिन हम कलकत्ता में मुद्रण के विश्लेषण से जो देखते हैं हम पाते हैं कि यह भद्रलोक जो कुलीन तो थे पर वास्तव में उनके पास प्रिंटिंग प्रेस का नियंत्रण नहीं था विभिन्न प्रकार के प्रेस थे जिसके बारे में हम आगे जानेंगे तो शाब्दिक क्षितिज को व्यापक बनाया गया था इसलिए हम पाते हैं कि19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह उच्च जाति समूह थे जो उत्पादन कर रहे थे तो यह साक्षर उच्च जाति समूह जो मुद्रण का पहला पाठ तैयार कर रहे थे जो पांडुलिपियों से थे यह सदी के उत्तरार्ध में है कि मौखिक साहित्य मौखिक प्रकार के आख्यान छपना शुरू हो जाते हैं जिससे पांडुलिपि छूट गए इसलिए आपको विशेष रुप से पांडुलिपियों की कम संख्या मिलेगी तो यह लोगों का गैर साक्षर समूह था गैर साक्षर आबादी जिनके पास फिर भी एक साहित्य थी लेकिन वह साहित्य मौखिक और प्रदर्शनकारी रूपों में मौजूद था और प्रिंट उस क्षितिज को और विस्तार करता है तो प्रिंट में आपके पास पांडुलिपि है शास्त्र साहित्य के साथ साथ गैर शास्त्र साहित्य एक साथ काम करते हैं इसलिए पूर्व बंगाल में आपके पास पांडुलिपियां थीं जो दुर्लभ थीं और उच्च जाति समूहों तक सीमित थीं लेकिन क्या होता है कि प्रिंट के आने के साथ अब कुछ इस तरह का लोकतंत्रीकरण हो गया है कि अब पांडुलिपि पर किसी का नियंत्रण नहीं है ना वो एक स्थान के अनुसार नियंत्रित होता है चाहे वह मंदिर हो या कुछ खास मठ या धार्मिक परिवार पुजारियों का परिवार या कुछ और यह बाजार में उपलब्ध है यदि आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं तो आपके पास यह हो सकता है तो हमने देखा कि पंचांगों के साथ जबकि पहले यह पंडित के हाथों में होता था ताकि वे यह निर्धारित करें कि कोई विशेष समारोह कब कहाँ होगा लेकिन एक बार जब आप पंचांग खरीद लेते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से यह भी तय कर सकते हैं कि कोई विशेष समारोह कब कहां कब होगा बेशक अधिकांश लोग अभी भी पंडित की सलाह लेंगे लेकिन वह क्षितिज अब विस्तार हो चुका है तो यह समृद्ध समग्र प्रदर्शनकारी प्रथा ने जो निम्न जाति समूहों के बीच मौजूद थी मुद्रण क्षेत्र में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया और इसलिए बाजार में आने वाली पुस्तकों की उपलब्धता का मिश्रण है बेशक इस बाजार को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है कि कुछ विशेष प्रकार के प्रिंटर केवल कुछ विशेष प्रकार की पुस्तकों को प्रिंट करेंगे लेकिन ग्राहक के लिए ग्राहक विभिन्न दुकानों पर जा सकते हैं और अपनी पुस्तकों को इकट्ठा कर सकते हैं और औपनिवेशिक शिक्षा ने व्यापक सामाजिक समूहों के लिए भी रास्ते तैयार किए हैं इसने साक्षरता का विस्तार किया पहले की साक्षरता केवल कुछ जातियों तक सीमित थी लेकिन औपनिवेशिक शिक्षा ने यह किया कि जातियों के लिए बहुत व्यापक रास्ते बनाए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सस्ती तकनीक बनाई और व्यापक बुनियादी साक्षरता ने इस जनवादी लेखक प्रिंटर पाठक आधार को संभव बनाया है आप जानते हैं कि अधिक सामान्य किताबें कहीं अधिक सस्ती थीं और वे अधिक महंगी किताबें हो सकती हैं लेकिन बाज़ारों में लोग सबसे सस्ती किताब या किसी विशेष पुस्तक का सबसे सस्ता संस्करण खरीदने के लिए इधर उधर जाते हैंऔर इस तरह शाब्दिक क्षितिज की वृद्धि हुई यह वृद्धि सिर्फ उनके लिए नहीं थी जो लोग पढ़ सकते थे या जो लोग पहले से ही आनंद ले चुके थे यह केवल उनके लिए नहीं थी जो साक्षर थे पर उनके लिए भी थी जो एक बार किसी विशेष समूह के भीतर इतने साक्षर बन चुके थे कि वह दूसरों को पढ़कर सुना सके फिर बाकी सब भी उस साहित्य का हिस्सा हैं इस तरह से क्षितिज का एक चौड़ीकरण हुआ है और इस व्यापक क्षितिज के केंद्र में लौकिक बटाला प्रेस है अब बटाला कलकत्ता के उत्तर में कलकत्ता में एक विशेष क्षेत्र है चितपुर रोड के आसपास इसलिए 1817 में किसी ने बिश्वनाथ देब को बुलाया जिन्होंने शोभबाजार में एक प्रेस स्थापित किया और इससे पहले इस क्षेत्र में कोई प्रेस नहीं था प्रेस शहर के दक्षिणी हिस्से की ओर थे न कि वर्तमान कलकत्ता के दक्षिणी भाग में कलकत्ता के वर्तमान दिन के अधिकांश दक्षिणी भाग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मौजूद नहीं थे तो दक्षिणी भाग वास्तव में फोर्ट विलियम और पार्क स्ट्रीट और एस्प्लेनेड और उन तरह के क्षेत्रों की तरह यूरोपीय स्थान थे लेकिन मूल आबादी का सबसे दक्षिणी भाग वर्तमान में कॉलेज स्ट्रीट और जोरासांको और उन प्रकार के क्षेत्रों की ओर अधिक था लेकिन उत्तरी भाग था चितपुर रोड और अहिरिटोला और बाघा बाजार बड़ा बाजार की ओर ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इन प्रेसों की स्थापना हो रही थी और इन प्रेसों का निर्माण वास्तव में 1930 के दशक में मूल बस्तियों के उत्तरी सीमा के आसपास हुआ था और इन प्रेस को सामूहिक रूप से बैटाला प्रेस कहा जाता है कोई एक प्रेस नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में प्रेस हैं इसलिए आप जानते हैं जेम्स लॉन्ग कहते हैं कि 1876 तक उस क्षेत्र में 46 प्रेस थे जो कि छोटे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है यदि आप उसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर होगी और एक क्षेत्र की एकाग्रता के भीतर बहुत सारे प्रेस थे जो मौजूद थे और यह शब्द वास्तव में बटाला की भौगोलिक सीमा से आगे निकल गया यह एक ऐसे साहित्य को इंगित करने लगा जो लोकप्रिय था और उच्च संस्कृति में कुलीन वर्ग के दायरे के बाहर बनाया गया था तो उसके बाद वे सस्ती किताबों का उत्पादन करना चाहते थे सस्ते पंचांग धार्मिक और पौराणिक साहित्य सनसनीखेज उपन्यास और रोमांस आप जानते हैं उन तरह की कहानियां थीं जो मौखिक कथा परंपराओं से विस्तार हो रही थीं और इसलिए एक उच्च परिसंचरण को बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत उच्च उत्पादन मानकों पर ध्यान नहीं दिया सस्ते कागज खराब स्याही का उत्पादन किया और टाइपफेस पुराने थे शायद सेकंड हैंड थे लेकिन इससे बड़ी संख्या में पुस्तकों का विकास हुआ जो उपलब्ध थे और यह वृद्धि पुस्तक के पेडलर्स की उपस्थिति से बढ़ गई थी लोग इन पुस्तकों को अपने सिर पर या अपनी पीठ पर लादे और मोफूसिल कस्बों में शहर की गलियों और उपनगरों से होकर गुजरते थे ग्रामीण क्षेत्रों में मेलों और मेलों में खुद ही घूम घूम कर बेचते थे आप जानते हैं कि एक पर्यवेक्षक यहाँ लिखता है कि आप जानते हैं बरसात के मौसम को छोड़कर बाकी समय में जब वे खेतों में काम करते थे तो दो सौ किसान पेडलर्स नियमित रूप से छपाई की दुकानों में किताबों की स्टॉक रखते थे और सिर पर लादकर गांव गांव जाकर बेचते थे और इससे यह सुनिश्चित हो गया कि बैटाला प्रेस की बहुत अच्छी वितरण और पहुंच थी यह होम डिलीवरी की तरह है लोग इसे अपने घरों से खरीद सकते थे और यह काफी हद तक महत्वपूर्ण था क्योंकि ये किताबें अब यहां तक कि महिलाओं के लिए भी उपलब्ध थीं जो अपने घरों से इन किताबों को खरीद सकती थीं और इसलिए महिलाओं पर बैटाला प्रेस का प्रभाव था और इसलिए भद्रलोक इससे बहुत चिंतित थे ये क्योंकि आप जानते हैं कि वे इस बात से चिंतित थे कि परिवार की महिला क्या पढ़ने जा रही हैं छोटे बच्चे क्या पढ़ने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये पुस्तकें साहित्यिक मानदंडों को चुनौती दे रही थीं अभिजात वर्ग के भद्रलोक समूह जिस तरह के मानदंडों का पालन कर रहे थे और कभी कभी ये व्यंग्य भद्रलोक समूहों का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वे कुलीन थे वे कलकत्ता के भीतर शक्ति समूह थे और अपमानजनक भाषाएं भद्रलोक के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे मजबूत नैतिक स्वर का इस्तेमाल किया जाता था और घोटालों और अन्य ऐसी कहानियों पर हमला किया जाता था और हालांकि और जैसा कि मैं कह रहा था कि यह केवल निम्न जाति समूहों द्वारा पढ़ा नहीं जा रहा था पाठक वर्ग वास्तव में तथाकथित सम्मानित भद्रलोक समूहों में भी विस्तारित हुए विशेष रूप से भद्रलोक समूहों के हाशिये पर रहने वाले लोग लोग जो गरीब थे या लिपिक कर्मचारी थे जिन महिलाओं का मैंने उल्लेख किया और युवा लड़के स्कूल के लड़के वे अपनी पॉकेट मनी के साथ घूमते और इन सस्ते साहित्य को खरीदते और उन्हें पढ़ते तो लोग बहुत चिंतित थे मेरा मतलब है कि अभिजात वर्ग बहुत चिंतित थे वे इसका जवाब दे रहे थे वे आप जानते हैं और उन्होंने किसी तरह के अनुशासन को लागू करने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें आइए हम और अधिक सम्मानित प्रेस के बारे में बात करते हैं जो आगे थे यह बैटाला का दक्षिणी हिस्सा था बल्ले ताल के दक्षिण में जोरासांको में तत्ताबोधिनी प्रेस था और कॉलेज की गली में संस्कृत प्रेस था ये अधिक सम्मानजनक प्रेस थे और 1816 के बाद से उन्होंने साहित्यिक स्वाद के संरक्षक होने के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया इसलिए घर के भद्रलोक इन पत्रिकाओं की सदस्यता लेते ताकि उनके बच्चे महिलाएं पढ़ सकें तो महिलाओं के लिए उनकी पत्रिकाएँ और बच्चों के लिए समय समय पर पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं जिनमें शाखा सदिश और कई अन्य पत्रिकाएँ थीं जो बेहद लोकप्रिय थीं इसलिए उन्होंने एक निश्चित प्रकार के साहित्यिक स्वाद को लागू करने के लिए काम किया और उन्होंने भाषा पर काम किया उन्होंने एक पवित्र संस्कृतबद्ध बंगला बनाने की कोशिश की क्योंकि बोली जाने वाली भाषा विभिन्न प्रकार की चीजों का मिश्रण थी दो प्रकार के थे इसलिए उन्होंने उन बांग्ला शब्दों को स्थानापन्न करने की कोशिश की जो फारसी या अरबी मूल के थे और उन्होंने स्कूल की किताबों के व्याकरण को मानकीकृत करने की कोशिश की इसलिए उन्होंने भाषा को बहुत साफ करने की कोशिश की हर दिन कुछ बोलचाल की भाषा में गाली गलौज के शब्द निकाल दिए और इसलिए उच्च साहित्य के ये रूप जो निम्न साहित्य के विपरीत थे जो कि था जो कि बैटाला से था संस्कृतकृत बंगला में लिखा गया था जो अन्य प्रकार के बंगला से अलग था जो वहाँ था वह मुसलमानी बांग्ला था जिसमें फ़ारसी और अरबी के शब्द शामिल थे याद कीजिए अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल सल्तनत आप जानते हैं उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी सिराज डोला जो प्लासी के युद्ध में युद्ध हार गया और यह तब की बात है जब अंग्रेज बंगाल के शासक बन गए इस प्रकार बंगाल के शासक प्रारंभिक काल में मुख्य रूप से मुस्लिम इस्लामी शासक थे और निश्चित रूप से यह बंगाल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा था निश्चित रूप से यह बंगाल का पूर्वी हिस्सा था क्योंकि बंगाल वर्तमान के बिहार तक विस्तार हो गया था इसलिए वर्तमान में जनसंख्या में अधिकतर मुस्लिम आबादी थी अगर आप देखें और बंगाली समाज के स्तरीकरण का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि शासक और प्रशासक सभी मुस्लिम इस्लामी शासक थे किसान आबादी भी काफी हद तक मुस्लिम किसान थी बंगाल के बहुसंख्यक किसान मुस्लिम थे लेकिन जमींदारों का वर्ग मुख्यतः हिंदू था मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हिंदू किसान नहीं थे मैं सिर्फ बड़ी जनसांख्यिकी के संदर्भ में बात कर रहा हूं यह उस तरह का आकार था जो वहां था इसलिए रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत सारे शब्द होते हैं जो प्रिंट के आने से पहले हर दिन होने वाली इस तरह की बातचीत के कारण बहुत सारे शब्दों का अंतर्संबंध था जो वहाँ था और बंगाली भी था जिसका आधार पाली और प्राकृत है फिर फ़ारसी लोगों के साथ बातचीत होती थी और फ़ारसी और अरबी मूल के शब्द जो प्रशासन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और जो एक विशेष भाषा को आकार देने लगे जिसे आज मुसल्मानी बांग्ला कहा जाता है लेकिन जब संस्कृतकरण हुआ तो क्या हुआ कि वे फारसी और अरबी मूल के इन शब्दों को हटा देते थे और उनकी जगह संस्कृत के अधिक शब्दों का उपयोग करते थे दूसरा था शादू भाषा और शूलिद भाषा के बीच का अंतर शादू भाषा उच्च भाषा है सम्मानजनक भाषा है और शूलिद भाषा वह है जो रोज़मर्रा के बाज़ारों में प्रयोग किया जाता है तो इन दो प्रकार की भाषा का यह भेद है उच्च साहित्य की पहचान का दूसरा तरीका वह था कि जो यूरोपीय साहित्यिक रूपों की नकल कर रहा था वहीं उच्च साहित्य माना जाता था जैसे कि नाटक या उपन्यास आप जानते हैं या कविता लिखने के सॉनेट रूप इसलिए जैसा कि स्वदेशी के विपरीत है रूप अक्सर मौखिक परंपराएं हैं तो औपनिवेशिक सरकार की रिपोर्टें भी उन सर्वेक्षणों में होती हैं एक स्तंभ 16 है जो हमने दिखाया है आपको पता है कि संस्कृतकृत बंगला को सभ्यता और साहित्य के एक निशान के रूप में जाना जाता है जो मुसलमानी बांग्ला में लिखे गए हैं जिन्हें निम्न और अशिष्ट के रूप में जाना जाता है आप जानते हैं लेकिन काम निश्चित रूप से मुसलमनी बांग्ला में मुद्रित और उत्पादित किए गए थे कलकत्ता में बैटाला के अलावा ढाका में चोकबाजार भी थे जहाँ इन कार्यों का निर्माण किया गया था और जिन कार्यों का निर्माण किया गया था आप प्री प्रिंट पांडुलिपि और मौखिक कथा परंपराओं के आधार पर प्रमुख विषयों को जानते हैं आपके पास धार्मिक ग्रंथ और किंवदंतियां थीं परियों की कहानी और रोमांस आप जानते हैं अमीर हमज़ार की कहानियाँ बहुत लोकप्रिय थीं और ये काफी हद तक समकालीन प्रकार के साहित्यिक रूपों उभरते साहित्यिक रूपों और उपन्यासों या किसी भी प्रकार के सुधारवादी एजेंडे से रहित थे जो बंगाली पुनर्जागरण का हिस्सा था मुसलामानी बांग्ला साहित्य काफी हद तक सुधारवादी एजेंडे के किसी भी रूप से रहित था बेशक पाठकों की संख्या किताबों के प्रचलन की तुलना में ज्यादा व्यापक था और बड़े समूहों में जोर से पढ़ा जाता था इसलिए अगर हम केवल लेने जा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान दें कि इन पुस्तकों के दर्शकों में से अधिकांश गरीब लोग थे जो साक्षर नहीं हो सकते थे लेकिन वे इन पुस्तकों को पढ़ते हुए सुन सकते थे इसलिए एक बार फिर अगर हम विशुद्ध रूप से मुसलमनी बांग्ला ग्रंथों की संख्या को देखें तो यह हमें समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में कितने लोग इन पुस्तकों का हिस्सा थे तो कुल मिलाकर हमें पता चलता है कि बंगला का 19वीं शताब्दी का प्रिंट संस्कृति बहुआयामी था मल्टी वोकल था वहाँ मल्टीपल प्लेयर्स थे मल्टीप्ल सब्जेक्ट्स थे यह एक बड़ी पब्लिक प्रिंट संस्कृति थी जो वहाँ थी जिस पर विद्वानों द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया है यह एक आकर्षक कहानी है मैं आपको कुछ ऐसे निबंधों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगा जिन्हें मैंने इस व्याख्यान में संदर्भित किया है और अधिक संदर्भ रीडिंग हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं कृपया उन्हें पढ़ें धन्यवाद